सभी को नमस्कार हम आज की कक्षा में एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप पर चर्चा करेंगे पिछली कक्षा में हमने सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट Sequential Logic Circuit अनुक्रमिक तर्क सर्किट और उसके बेसिक एलिमेंट्स पर चर्चा की थी हमने SR लैच और क्लॉकेड SR लैच पर चर्चा की और हमने देखा कि लेवल ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप को कैसे बनाया जाता है अब हमें एक एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता क्यों है हमें इसकी आवश्यकता है क्योंकि जब यह लेवल ट्रिगर्ड है और क्लॉक का लेवल हाई है तो आउटपुट बदल सकता है और अगर आउटपुट से इनपुट तक कोई फीडबैक है या कोई इनपुट बदल रहा है मेरा मतलब है कि कोई ट्रांसिएंट और अन्य चीजें हैं जो सर्किट के विभिन्न हिस्सों से आ रही हैं तो इससे स्टेट एक से अधिक बार बदल सकता है जब क्लॉक इनेबल्ड है तो इससे स्टेट केवल एक बार बदलने के बजाय एक से ज्यादा बार बदल सकता है और यह वांछित नहीं है और इससे आपको पता चल सकता है कि डिजाइन प्रक्रिया या कार्यान्वयन प्रक्रिया में गलती हो सकती है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केवल एक बार स्टेट परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन क्लॉक के साथ सिंक्रोनीज़ेड रूप से होता है और इसके लिए हम जिस चीज की तलाश कर रहे हैं उसे एज ट्रिगर कहा जाता है तो एज काफी कम समय के लिए होती है जिसका अर्थ है जब क्लॉक बदल रही है इसलिए या तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का इस्तेमाल कर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं एक क्लॉक साइकिल में केवल एक स्टेट बदलेगा तो ऐसा करने के लिए लोगों ने विभिन्न तरीकों के बारे में सोचा हम उन पर चर्चा करेंगे तो एक बात जो तुरंत दिमाग में आती है वह यह की जब क्लॉक इनेबल है तब क्लॉक पल्स विड्थ का समय कम कर देना इतना कम कर देना की यह प्रोपगेशन डिले Propagation Delay प्रसार देरी के समान क्रम का हो और जिसके द्वारा फीडबैक या कुछ बदलाव जो सर्किट के अन्य भाग से आ रहे हैं क्लॉक के कारण उस क्लॉक साइकिल में तो उस समय तक डिसएबल हो चूका हो यदि यह एक पॉजिटिव हाई लेवल ट्रिगर्ड वाला फ्लिप फ्लॉप है तो क्लॉक पल्स हाई से लो हो गया हो यह विचार है इस क्लॉक का प्रभाव इस क्लॉक साइकिल के दौरान नहीं होगा यही विचार है तो इसके लिए लोगों ने सोचा है की यह क्लॉक एक सामान्य क्लॉक है और पल्स बनाने वाला एक सर्किट है और यह आपको एक पॉजिटिव एज ट्रिगर् दे रहा है तो यह पल्स बनाने वाला सर्किट है तो इसे प्राप्त करने का एक तरीका ऐसा कुछ हमने पहले हैजार्ड से संबंधित चर्चा में देखा था अगर आपको याद हो तो यह प्रभावी रूप से एक नॉट गेट है इसलिए क्लॉक उस समय हाई है लो से हाई पर जा रही है इसलिए इस नॉट गेट का आउटपुट हाई से लो होगा लेकिन प्रोपगेशन डिले Propagation Delay प्रचार देरी के बाद और जब आप इन दोनों को एंड कर देते हैं तो आप थोड़े समय के लिए प्रोपगेशन डिले Propagation Delay प्रचार देरी के बाद एक पॉजिटिव पल्स को देख सकते हैं तो यह क्लॉक केवल इस सर्किट के लिए उपलब्ध होगी क्योंकि क्लॉक से एक बहुत संकीर्ण पल्स प्राप्त करना मुश्किल है मेरा मतलब है बहुत स्टेबल क्लॉक प्राप्त करना तो इसी तरह आप एक नेगेटिव एज या नेगेटिव पल्स या एक बहुत संकीर्ण नेगेटिव पल्स बनाने के सर्किट को सुनिश्चित करते हैं तो यह लो लेवल ट्रिगर्ड बेसिक सर्किट है बेसिक फ्लिप फ्लॉप तो उस समय आप NOT और OR गेट को जोड़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हम एक संकीर्ण पल्स चौड़ाई प्राप्त कर सकते हैं जो कि नेगेटिव जा रही है तो इस विशेष सर्किट के लिए बेसिक सर्किट लेवल ट्रिगर है लेकिन प्रभावी रूप से एज ट्रिग्गरिंग हो रही है यह वास्तविक एज ट्रिगर नहीं है लेकिन प्रभावी रूप से यह एज ट्रिगर ठीक है इसलिए हम इसके साथ और आगे बढ़ सकते हैं तो फिर से हम देखेंगे जो हम करने की कोशिश करेंगे वह यह है की हम फिर से एक कॉम्पैक्ट रिप्रजेंटेशन एज ट्रिगर्ड सर्किट के लिए एज ट्रिगर्ड SR फ्लिप फ्लॉप के लिए बनाएंगे जहां आप इस त्रिकोण आकार को देख सकते हैं यह इंगित करता है कि एज ट्रिगर्ड है इसलिए यहाँ किसी भी बबल Bubble बुलबुले की अनुपस्थिति का मतलब है कि यह पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और इस तरह से बबल की उपस्थिति है तो यह एक इन्वर्टर है तो इसका मतलब है कि यह एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है और ट्रुथ टेबल Truth Table सत्य तालिका के लिए हम इस तीर के निशान को ऊपर की ओर रखकर संकेत कर सकते हैं कि यह पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और जब यह एज आती है तो अब 0 0 पर हम संकेत कर रहे हैं कि एक क्लॉक साइकिल में केवल एक ही स्टेट बदलेगा यह हम सुनिश्चित कर रहे हैं तो फिर पिछली वैल्यू लिखी गयी है 0 1 यह 0 है और 1 0 यह 1 है और 1 1 जैसा कि करने से हमने पहले चर्चा की थी निषिद्ध है और इसी से सम्बंधित टाइमिंग डायग्राम है तो जिस तरह से हमने पहले देखा था अब हम देख सकते हैं कि जब भी पहले के मामले में अगर वहाँ हाई है तो एस और आर में अधिक परिवर्तन होता है तो मेरा मतलब है कि इसका असर होता लेकिन यहां पर इसका असर नहीं होगा एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप सर्किट का स्टेट केवल इन एड्जेस पॉजिटिव एड्जेस में बदल सकता है तो यह उस समय देखेगा कि S और R की वैल्यू क्या है इसलिए यहाँ Q को 0 के रूप में बदल सकता है तो उस समय S और R 0 हैं इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ फिर से यह टी 1 पर इसे बदलने की अनुमति है और यह पाता है कि एस 1 के बराबर है और आर 0 के बराबर है तो फिर आउटपुट 1 हो जाता है इसलिए उसके बाद यहां क्लॉक हाई है यह 0 हो गया है यह 1 बन गया है आप इसे देख सकते हैं अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ लेकिन आउटपुट में कोई बदलाव नहीं हुआ है यदि यह लेवल ट्रिगर्ड होता तो तुरंत एक बदलाव होता तो यह नहीं जो यहाँ हो रहा है और यह फिर से होगा मेरा मतलब है यह फिर से केवल इस एज पर निर्भर करेगा जब भी यह आता है और उस समय एस और आर की वैल्यू पर निर्भर करेगा तो एस 0 के बराबर और आर 1 के बराबर है तो यह रीसेट हो जाता है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो इस तरह ये आगे बढ़ता है तो यह अंतर है एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में और उनके टाइमिंग डायग्राम में तो अब हम फ्लिप फ्लॉप की अन्य किस्मों को देखते हैं जो सीक्वेंशियल लॉजिक डिज़ाइन sequential logic design अनुक्रमिक तर्क डिजाइन में उपयोग की जाती हैं तो एक को डी फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है तो डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाया गया है यह कैसा दिखता है तो डी फ्लिप फ्लॉप हम जानते हैं कि यह एसआर फ्लिप फ्लॉप वाला हिस्सा है तो यह एस इनपुट था और यह आर इनपुट था और यह वह क्लॉक है जो हमें पहले से ही पता है तो हम S और R के बीच एक इन्वर्टर लगाते हैं जिसके द्वारा ये इसका केवल एक इनपुट बन जाता है क्योंकि S और R इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो यह निश्चित रूप से केवल एक इनपुट है क्लॉक ट्रिगर वहाँ है मेरा मतलब है उस क्लॉक के अलावा और क्यू आउटपुट है और क्यू बार बेशक एक कॉम्प्लिमेंटरी Complementary पूरक आउटपुट है तो यह फ्लिप फ्लॉप की व्यवस्था ठीक है तो डी फ्लिप फ्लॉप के लिए जब भी क्लॉक 0 या 1 हैं मेरा मतलब है कोई एज नहीं है यह सामान्य 0 या 1 है तो कुछ भी वैल्यू हो पिछली वैल्यू को बरकरार रखा जाएगा तो जब भी यह 0 है तो S 0 है यहाँ इन्वर्टर तो R 1 है और एज आता है तो क्या होगा यह रीसेट हो जाएगा तो यदि वहां 0 है तो आउटपुट में 0 होगा और इसके बजाय यदि यह 1 था तो यह 1 है S 1 है और यह इन्वर्टर होने के कारण 0 होगा तो आउटपुट तब होगा जब एज आता है तो आउटपुट 1 होगा इसलिए जो भी इनपुट है वो आउटपुट में स्थानांतरित हो जाता है और वहां स्टोर्ड संग्रहीत रहता है वहीं संग्रहीत रहता है और यह डी फ्लिप फ्लॉप ऐसे काम करता है और इसके बारे में और अधिक और इसके एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे अब आप देखेंगे कि ये सभी सर्किट जब हम काम्प्लेक्स सीक्वेंशियल लॉजिक Complex Sequential Logic जटिल अनुक्रमिक तर्क में काम करते हैं हमें कुछ मामलों में सर्किट को क्लियर करने या सर्किट को प्रीसेट करने स्टेट को क्लियर करने या किसी निश्चित स्टेट को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है एक महत्वपूर्ण आवश्यकता इनिशियलाईज़ेशन Initialisation आरंभीकरण के दौरान है तो आपने कई फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट किए और आपने इससे एक जटिल सर्किट बनाया है तो आप कैसे शुरू करेंगे आप किस स्टेट से शुरू करेंगे आमतौर पर आप इसे 0 0 0 या 1 1 1 से शुरू करना चाह सकते हैं या यह 0 1 0 से हो सकता है पूर्वनिर्धारित है तो उस स्थिति में हमें किसी ऐसी चीज की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा इसे उस तरीके से प्रारंभ किया जा सके या किसी भी स्टेट से शुरू कर सकते हैं बिना क्लॉक का इस्तेमाल किये हुए तो इसे असिंक्रोनोस Asynchronous अतुल्यकालिक प्रीसेटिंग या असिंक्रोनोस अतुल्यकालिक क्लीयरिंग कहा जाता है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो यह सर्किट का क्लॉक वाला हिस्सा है तो हम सिर्फ एक और ऐसा OR गेट लगा सकते हैं और जब भी हम प्रीसेट 1 के बराबर लगाते हैं और क्लीयर 0 के बराबर होता है तो यह 1 है और यह 0 है चाहे क्लॉक जो भी हो अब क्लॉक की आवश्यकता नहीं है इसीलिए यह असिंक्रोनोस Asynchronous अतुल्यकालिक है जब भी इसे इस तरह से बनाया जाता है तो यह 1 पर सेट होगा और यह 0 होगा और केवल तब जब ये दोनों 0 तब यह OR गेट इस इनपुट पर कार्य करेगा जब दोनों 0 हैं तो यह OR गेट के लिए एक नॉन फोर्सिंग इनपुट है तो जो कुछ भी यहां से आ रहा है - यह एंड गेट और यह एंड गेट क्लॉक के माध्यम से और जो कुछ भी डी फ्लिप फ्लॉप में मौजूद है तो वह यह तय करेगा कि आउटपुट क्या है तो इसी तरह क्लियर करने के लिए यह 1 होगा यह 1 है और यह 0 है इसलिए यह इसे 0 कर देगा और यह 1 हो जाएगा तो यह एक डी फ्लिप फ्लॉप के लिए सिंबल दिखाया गया है एक कॉम्पैक्ट रिप्रजेंटेशन के लिए हम यहां पीआर और क्लियर बनाएंगे जो प्रीसेट और क्लियर है तो यह एक्टिव हाई प्रीसेट और एक्टिव हाई क्लियर है तो अगर यह एक्टिव लो होता है तो हम यहां एक बबल Bubble बुलबुला लगाते और यहां एक बबल Bubble बुलबुला लगाते तो इस हाई के हम इससे पहले एक नॉट गेट लगाते फिर हमने यहाँ एक बबल Bubble बुलबुला लगाते तो यह डी फ्लिप फ्लॉप के लिए दिखाया गया है यह एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए भी हो सकता है यह किसी भी फ्लिप फ्लॉप के लिए संभव हो सकता है तो आप जानते हैं की इस प्रकार असिंक्रोनोस प्रीसेट क्लियर डिज़ाइन किया जा सकता है अब हम एक दूसरे प्रकार के फ्लिप फ्लॉप पर आते हैं जिसे JK फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है तो जेके एसआर में दो इनपुट थे सेट और रिसेट तो जेके फ्लिप फ्लॉप में भी आप देख सकते हैं कि दो इनपुट हैं तो यह जेके फ्लिप फ्लॉप यदि आप देखते हैं कि कनेक्शन कैसे बनाया गया है तो यह एक सामान्य SR फ्लिप फ्लॉप यह SR लैच और यह SR फ्लिप फ्लॉप क्लॉक के साथ है तो यह तीसरा इनपुट वहां नहीं था तो इसके बिना यह स्टैण्डर्ड Standard मानक एसआर फ्लिप फ्लॉप है कृपया इस हिस्से को समझें तो यह फीडबैक इस फीडबैक को हटा कर देखें तो यह एस है और यह आर है यह स्टैण्डर्ड Standard मानक एसआर फ्लिप फ्लॉप है तो जेके फ्लिप फ्लॉप पाने के लिए यहाँ क्या किया गया है इस क्यू को इस आर से जोड़ा है और हम इनपुट का एक अलग नाम दे रहे हैं K ताकि इसमें और SR फ्लिप फ्लॉप में अंतर किया जा सके और क्यू बार उस जगह पर आ रहा है जहां एस एंड गेट के तीसरे इनपुट के रूप में था और हम इसे जे नाम दे रहे हैं तो ऐसे जेके फ्लिप फ्लॉप को बनाया जाता है तो अब अब हम यह देखेंगे की यह ट्रुथ टेबल SR फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल से जो हमने बनाया था उससे कैसे अलग है तो यदि हम जांच करते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी जे और के 0 और 0 होते हैं तो यह एंड गेट है जिसके लिए 0 फोर्सिंग इनपुट होता है तो यह इनपुट 0 और 0 होगा चाहे फीडबैक जो भी हो या जो कुछ भी बाकी चीजें हैं जिससे मेरा मतलब है जब भी क्लॉक उपयुक्त क्लॉक हो तो पिछली वैल्यू रहेगी यह पहला भाग है फिर अगर यह 0 है और यह 1 तो 0 फिर से एक फोर्सिंग इनपुट है तो यह 0 होगा और यह इनपुट यह इनपुट यदि Q 0 था और यह 1 है तो कृपया इस भाग को समझें यदि Q 0 था तो यहाँ पर फीडबैक से 0 होगा तो यह 0 होगा इसलिए 0 0 का मतलब पिछली वैल्यू को बरकरार रखा जाएगा तो अगर यह 0 था तो यह 0 पर रहेगा 1 1 पर रहेगा इसके बजाय यदि पिछली वैल्यू 1 थी और फिर यह 0 था तो यह 0 यहाँ आता है यह 1 यहाँ आता है और क्लॉक इसे इनेबल कर रही है तो यह 1 बन जाएगा तो 0 और 1 इसका क्या मतलब है कि आउटपुट 0 हो जाएगा यह रीसेट है इसलिए चाहे पिछली वैल्यू कुछ भी हो 0 या 1 आउटपुट 0 हो जाता है तो 0 1 आउटपुट 0 हो जाता है तो सिमिट्री Symmetry समरूपता से आप कह सकते हैं कि 1 0 के लिए आउटपुट 1 हो जाएगा और फिर अंतिम मामला आता है जिसके लिए वास्तव में यह फीडबैक दी गई है और एसआर फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप से अलग है अन्यथा इस ट्रुथ टेबल की अन्य तीन पंक्तियाँ समान है तो जब यह 1 और 1 है और मान लो यह 0 है और यह 1 पिछली वैल्यू है और आपने इसे 1 1 कर दिया है और क्लॉक अब इनेबल्ड सक्षम है तो यह 0 यहाँ पर आता है यह क्लॉक यह 1 वहाँ पर चला जाता है और हम उस समय क्लॉक को एक्टिव Active सक्रिय करते हैं तो आउटपुट का क्या होगा तो 1 1 1 यह आउटपुट 1 है और यह एंड गेट है यह 0 है तो यह 0 है तो 1 और 0 एस और आर तो आउटपुट 1 हो जाएगा और यह आउटपुट 0 हो जाएगा इसलिए यदि यह 0 था तो यह 1 आप फिर से सिमिट्री से यह पता लगा सकते हैं क्योंकि यह समान है इसलिए यदि पिछला आउटपुट 1 था और यह 0 है और यह 0 होगा और यह 1 होगा और यह मूल रूप से उस समय टॉगल करता है तो यह अब निषिद्ध नहीं है जो एसआर फ्लिप फ्लॉप - में था 1 1 इनपुट निषिद्ध था अब अगर 1 1 दिया जाता है तो पिछली स्थिति को बदल दिया जाता है तो यह वही जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल है और इसका सिंबल Symbol प्रतीक इस तरह होगा और यदि आपके पास एक एक्टिव लो प्रीसेट और क्लियर है तो यह वह सिंबल Symbol प्रतीक है जिससे इसे प्रस्तुत किया जाएगा तो यह मूल रूप से नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप है अब हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को देखते हैं इसलिए जब आप मास्टर और स्लेव कहते हैं तो कुछ ऐसा होगा जो सर्किट को चला रहा है और स्लेव का मतलब है जो इसका अनुसरण कर रहा है बस इसे आगे ले जा रहा है तो हम उदाहरण के तौर पर जेके फ्लिप फ्लॉप ले सकते हैं इस मामले में आप देखते हैं कि यह एक SR फ्लिप फ्लॉप है इसलिए स्लेव हमेशा SR फ्लिप फ्लॉप है और मास्टर फ्लिप फ्लॉप के प्रकार पर निर्भर करता है यहां हम JK फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात कर रहे हैं तो यह फीडबैक के साथ JK फ्लिप फ्लॉप है और यह फीडबैक यहां आ रहा है जिसे अगले स्तर पर ले जाया जाएगा तो इस दो बिंदुओं पर एक मध्यवर्ती आउटपुट है और यहां जो उल्लेखनीय है वह यह है कि एक ऐसी क्लॉक है जो जुड़ी हुई है मेरा मतलब है कि जो भी क्लॉक है यहां इन्वर्ट हो जाती है यह क्लॉक यदि यहाँ यह सक्रिय है लॉजिक हाई के लिए तो जब यह लॉजिक लो पर जाता है तो जब यह लॉजिक लो हो जाता है तो यह यह लॉजिक लो से लॉजिक हाई हो जाएगा इसलिए जब यह 1 पर सक्रिय होता है तो यह लेवल स्तर ट्रिगर होता है उनमें से प्रत्येक लेवल स्तर ट्रिगर है आप देख सकते हैं कि कोई पल्स बनाने वाला सर्किट नहीं है और अन्य चीजें हैं इसलिए जब यह सक्रिय होता है तो यह निष्क्रिय होता है और जब यह निष्क्रिय होता है तो यह सक्रिय होता है तो यह वास्तव में कैसे मदद करता है इसलिए जब यह इनपुट के कारण सक्रिय होता है तो जो भी इनपुट मौजूद होता है आउटपुट मास्टर आउटपुट तक आता है यह अंतिम आउटपुट में नहीं जा सकता क्योंकि स्लेव का यह हिस्सा अभी निष्क्रिय है अब स्लेव जब यह निष्क्रिय हो जाता है 0 अब स्लेव सक्रिय हो जाता है तो इस मास्टर का आउटपुट जो कुछ भी था वहां इस निष्क्रिय का मतलब है पिछली स्थिति को बनाए रखा जाता है ये सभी 0 हैं मतलब यह 1 1 हैं इसलिए पिछले स्टेट को बनाए रखा जाएगा इसलिए मास्टर आउटपुट को बनाए रखा जाता है इसलिए अब मास्टर आउटपुट अंतिम आउटपुट तक जाता है तो अब भले ही फीडबैक हो और यह टॉगल के लिए तत्पर है लेकिन क्लॉक मेरा मतलब है कि अगर दोनों इनपुट 1 हैं तो वैल्यू आ रही होगा और रुक जाएगी मेरा मतलब है वैल्यू यहां आएगी लेकिन यह आउटपुट को बदलने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि अब मास्टर डिसेबल हो गया है क्योंकि क्लॉक लो है और जब क्लॉक हाई हो जाती है तो स्लेव डिसेबल हो जाता है तो जिसके कारण यह एक टॉगल है लेकिन आउटपुट यहां आ जाएगा लेकिन यह अगले चरण स्लेव में नहीं जाएगा इसलिए इस के भीतर केवल एक स्टेट परिवर्तन कि गारंटी है लेकिन अगर कुछ अलग अलग जगहों से आ रहा है जब यह क्लॉक हाई है तो इसे स्टेबल या स्थिर होने की आवश्यकता है यह इसका एक और अलग हिस्सा है और तब प्रभावी रूप से हम यह प्राप्त कर रहे हैं कि जब भी यह हाई है मास्टर बदलता है और जब भी यह लो है यह स्लेव बदलता है और उसके बाद प्रभावी रूप से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है स्लेव यहां बदल सकता हैं लेकिन ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे उस समय पर आउटपुट बदल सकता हो क्योंकि मास्टर लो हो गया है तो यहाँ पर प्रभावी रूप से हम एक नेगेटिव एज ट्रिग्गरिंग प्राप्त कर रहे हैं तो यह एक और तरीका है जिससे एज ट्रिग्गरिंग को प्राप्त कर सकते हैं यहाँ आप कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से लेवल ट्रिगर है और हम संकीर्ण पल्स विड्थ और उस जैसी चीजों की जरूरत नहीं है लेकिन ऐसी जरूरर्तें हैं जैसे इनपुट को स्थिर करने की आवश्यकता है इनपुट और सभी को स्थिर होने की आवश्यकता है और जेके फ्लिप फ्लॉप के बजाय यदि आप एसआर मास्टर स्लेव या डी मास्टर स्लेव चाहते हैं तो हमें इस प्रारंभिक चरण में डी या एसआर की आवश्यकता है और स्लेव हमेशा एसआर फ्लिप फ्लॉप होगा क्योंकि मास्टर के क्यू और क्यू बार से दो इनपुट आ रहे हैं और यह एक तरीका है जिससे लोगों ने मेरा मतलब है यह वह कॉम्पैक्ट तरीका है जिससे लोगों ने मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया है तो क्लॉक लेवल स्तर ट्रिगर है लेकिन आउटपुट अगली एज पर बदल रहा है तो यह आपका फ्लिप फ्लॉप संकेतक है और इसके साथ एक प्रीसेट और क्लियर उपलब्ध है यह एसिंक्रोनस है इसलिए इसे इस तरीके से बना दिया जाएगा अब हम इनपुट लॉकआउट के द्वारा एज ट्रिग्गरिंग को देखेंगे यह एक ऐसी चीज है जो शायद एज ट्रिग्गरिंग सर्किट से दिखने में बहुत करीब से मिलेगी तो किसी नैरो पल्स विड्थ ड़ी या पल्स बनाने वाले सर्किट या मास्टर स्लेव के बिना मूल रूप से मास्टर पर स्थिर इनपुट मिलेगा तो उन सभी चीजों भागों को स्थितियों को समाप्त किया जा सकता है और हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है और हम एक उदाहरण के रूप में डी फ्लिप फ्लॉप लेते हैं तो बुनियादी सर्किट आप देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि एक तरह की यहां लैच है यह एक और लैच है और यह एक और लैच है तो 1 2 3 4 5 और 6 है और एक इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहां यह 3 3 इनपुट है बाकी सभी 2 इनपुट हैं अब हम देखते हैं कि यह सर्किट कैसे काम करता है यह सर्किट कैसे काम करता है हम उदाहरणों के माध्यम से जाएंगे तो हम मानते हैं कि डी शुरू में 0 है डी शुरू में 0 है और आउटपुट 0 या 1 हो सकता है यह हिस्सा हम देखेंगे यह उनमें से कोई एक हो सकता है ये आउटपुट केवल यहां से जुड़ा हुआ है यह किसी अन्य चरण में वापस फीडबैक की तरह नहीं जुड़ा हुआ है तो जब भी D 0 होता है तो यह आउटपुट क्योंकि यह NAND गेट के लिए एक फोर्सिंग इनपुट है इसलिए यह आउटपुट 1 है और हम बाकी के क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं यह एक पॉजिटिव एज ट्रिग्गरिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्लॉक 0 पर है इसका मतलब यह इनएक्टिव है आउटपुट की वैल्यू नहीं बदल रही है तो हम देखते हैं कि यह कैसे हो रहा है तो क्लॉक 0 है इसका मतलब यह 1 है और यह भी 1 है तो यह 1 यहां फीडबैक है यह 1 इस फीडबैक से आ रहा है और क्लॉक भी 1 है तो यह 1 फिर से इस जगह पर वापस आ रहा है यह 1 यहाँ हो गया है इसलिए 1 1 इसे 0 बना रहा है तो 1 1 पिछली वैल्यू को बरकरार रखेगा यदि यह 0 है तो यह 0 होगा यह 1 होगा यह 1 रहेगा और इसके विपरीत मेरा मतलब है Qn और Qn बार विपरीत होंगे अब क्या होता है क्लॉक 0 से 1 तक बदल जाती है तो पहले कौन से गेट प्रभावित होंगे वे गेट जो सीधे क्लॉक से जुड़े हुए हैं तो यह 0 है और यह 0 है और इस 0 को यहां फीडबैक की तरह दिया गया है तो क्लॉक 1 बनने का मतलब यह 1 बन रहा है इसलिए ये तीन 1 ये तीन 1 इसे 0 बनाते हैं अब यहाँ क्लॉक 1 हो गई है लेकिन इस गेट पर यह 0 है तो यह 0 इसे 1 बना रहा है क्या कोई और बदलाव है नहीं क्योंकि जब यह 0 है यहाँ हो गया है तो यहाँ 0 फीडबैक इस 0 को वापस 1 पर रख रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं है तो एक साथ यह 1 और यह 1 यह 0 है इसलिए हम जो देखते हैं कि 1 और 0 हो रहा है तो यह इस 0 को 1 पर ले जाएगा क्योंकि NAND गेट के लिए यह फोर्सिंग इनपुट है और यह 1 1 फीडबैक है यह 0 है इसलिए जो भी पिछली वैल्यू 0 या 1 हो यह 0 होगा और यह 1 है तो यदि D 0 है तो Q 0 है जो D फ्लिप फ्लॉप है यह कैसा दिखना चाहिए अब यह एज ट्रिगर्ड है या नहीं आइए देखते हैं अब क्लॉक 1 पर है हमने देखा है कि जब क्लॉक हाई हो जाती है तो यह इस तरह बदल रही है क्लॉक 1 हो गई है तो उस समय आउटपुट क्या थे यह 0 था डी 0 था तो D 0 का मतलब यह है कि यह 0 था और यह 1 है क्लॉक 1 पर है यह 0 है इसका मतलब यह 1 था यह 0 था और क्या तो यह 1 है और यह 0 यहाँ आ रहा है ठीक है मैं इस चरण के बारे में बात कर रहा हूं आप जानते हैं मैंने बदलाव के बारे में बात नहीं की है और यह 1 यहाँ पर आ रहा है तो यह 0 यहाँ है क्लॉक 1 है तो अब हम सभी इनपुट समझ गए हैं और हम डी बदलने से ठीक पहले इस स्तर पर यहाँ हैं इसलिए क्लॉक 1 है अब हमने डी को 0 से 1 बदल दिया है जब यह 0 से 1 होता है तो क्या परिवर्तन होते हैं तो हमें यह देखना होगा कि यह पहली बार कहां प्रभावित होता है कहां प्रभावित होता है तो यह पहली बार इस नैंड गेट को प्रभावित करता है क्योंकि डी केवल उससे जुड़ा है तो जब यह 0 से 1 हो जाता है तो यह 1 हो जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो ये गेट पहले से ही इसका दूसरा इनपुट 0 है तो 0 और 1 यह केवल 1 पर रहेगा तो यह 1 यहाँ फीडबैक लिया गया है और यह 1 ही बना हुआ है इसलिए यह 0 बना हुआ है इसलिए कोई भी कुछ भी और कोई अन्य गेट प्रभावित नहीं हो रहा है इसलिए इस परिवर्तन में आपको वे 1 दिखाई देते हैं जो महत्वपूर्ण हैं इसलिए बाकी सभी पिछली वैल्यू को बरक़रार रखेंगे इसलिए भले ही इनपुट बदल गया हो इनपुट लॉक्ड आउट है तो यह वही है जो हो रहा है भले ही क्लॉक यहाँ पर हाई हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है केवल जब क्लॉक 0 से 1 जाती है तो अंतर पड़ता है एक परिवर्तन होता है और आप देख सकते हैं वही स्थिति होती है यदि D 1 के बराबर होता है और क्लॉक 0 पर होती है आप यह जान सकते हैं कि ठीक उसी तरह से बदलाव हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि यह आउटपुट 1 हो जाएगा और यह आउटपुट 0 पर हो जाएगा जब क्लॉक 0 से 1 तक जाती है और जब यह क्लॉक 1 पर होती है और यदि इनपुट 1 से 0 बदल जाता है तो यह आउटपुट 0 से 1 तक बदल जाएगा यह आउटपुट 0 से 1 में बदल जाएगा इसलिए यह 1 यहाँ फीडबैक से आ जाता है लेकिन इसका दूसरा इनपुट 0 है इसलिए 0 इसे वापस 1 पर रखेगा और आगे जो अंतिम चरण में कोई बदलाव स्थानांतरित नहीं होगा इसलिए जैसा हमने पहले किया था वैसा ही विश्लेषण अगर आप करते हैं तो हम देखेंगे कि तत्काल आउटपुट दिखाए जाते हैं उस बदलाव 0 से 1 में होता है आउटपुट 1 हो जाता है यदि यह 1 है और जब क्लॉक हाई 1 पर है तो जब यह 1 से 0 होता है तो परिवर्तन केवल यहां हो रहे हैं लेकिन उसके बाद और कोई बदलाव नहीं हुआ है इसलिए मूल रूप से इनपुट में बदलाव होने के बावजूद इनपुट लॉक हो रहा है तो यह वही है जो हम नोट करते हैं और यह वह तरीका है जिससे आप इनपुट को लॉक करके एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं तो इसी तरह हम एसआर जेके अन्य प्रकार के फ्लिप फ्लॉप के लिए कर सकते हैं और अंत में एक डी टाइप एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए हम एसिंक्रोनस प्रीसेट और क्लियर डाल सकते हैं और यह एक स्टैण्डर्ड Standard मानक सर्किट है जो मैं आपको दिखाता हूं आईसी 7474 है यह एक दोहरी इसका मतलब है कि दो ऐसे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हैं जिनमें एसिंक्रोनस एक्टिव लो प्रीसेट और क्लियर है तो यह प्रीसेट और क्लियर है आप देख सकते हैं कि यह प्रीसेट इनपुट सीधे यहां जा रहा है तो अगर यह 0 है और यह 1 है तो यह 0 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा और फिर यह आउटपुट 1 हो जाएगा और यह आउटपुट 0 हो जाएगा तो यह एक्टिव लो है इसलिए जब यह लो होता है तो यह हाई बनता है इसलिए यदि आप उन मामलों को देखते हैं जब क्लॉक 1 होती है तो मूल रूप से क्लॉक उस समय निष्क्रिय होगी तो यह 0 है और यह 1 है और इन कई चीजों को आप देख सकते हैं इसलिए इसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं हमने क्या देखा लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में एक क्लॉक साइकिल में एक से अधिक या अनपेक्षित स्टेट परिवर्तन हो सकते हैं यदि क्लॉक को एक पल्स बनाने वाले सर्किट के माध्यम से पारित किया जाता है जो बहुत नैरो पल्स विड्थ Narrow Pulse Width संकीर्ण पल्स चौड़ाई उत्पन्न करता है तो प्रभावी रूप से एक एज ट्रिगर सर्किट प्राप्त किया जा सकता है मास्टर स्लेव व्यवस्था दो लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करती है जो क्लॉक के दो अलग अलग चरणों में काम करती है और इनपुट लॉकआउट का उपयोग करके एज ट्रिग्गरिंग बनाने से अलग पल्स बनाने वाले सर्किट या मास्टर स्लेव व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है और डी और जेके फ्लिप फ्लॉप हमने देखा वे कैसे काम करते हैं और उनकी ट्रुथ टेबल और हमने यह भी नोट किया कि एसिंक्रोनस प्रीसेट क्लीयर इनपुट बिना क्लॉक ट्रिगर के फ्लिप फ्लॉप को सेट रीसेट करने में उपयोगी हैं धन्यवाद